उस डेटा के बारे में क्या जिसे मैं इस क्षेत्र ' pragma omp task' के अंदर एक्सेस कर रहा हूं मैं किस डेटा का जिक्र कर रहा हूं यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है छात्र वह थ्रेड जिसने इसे बनाया है वह थ्रेड जिसने इसे बनाया है तो यहाँ कुछ डेटा है जिसे मैंने परिभाषित किया है ठीक है आइए हम इसे 'int i' कहते हैं और फिर मैं कहता हूं ' pragma omp parallel' और इसके अंदर अब मैं कहता हूं ' int j ' ठीक है इसलिए मैं i को इनिशियलाइज़ करता हूँ 0 के बराबर और मैं j को इनिशियलाइज़ करता हूँ 'omp get thread num के बराबर और अंत में मैं 'i j' प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर क्या छपने वाला है इसलिए हम बाद में 'i' के बारे में चिंता करते हैं आइए पहले 'j' के बारे में बात करते हैं ठीक है तो j क्या है j 'omp get thread num' है इसलिए यह थ्रेड नंबर है तो इस समय चार थ्रेड निष्पादित हो रहे हैं सही है तीन थ्रेड लॉन्च हुए और उनमें से एक में थ्रेड आईडी 0 है उनमें से एक में थ्रेड आईडी 1 थ्रेड आईडी 2 थ्रेड आईडी 3 है अब हम कहते हैं कि थ्रेड 1 ने एक कार्य बनाया जो अब थ्रेड नंबरthread number 2 पर निष्पादित हो रहा है क्या यह स्पष्ट है इसलिए मैंने थ्रेड 1 पर एक कार्य बनाया और अंत में थ्रेड नंबर 2 द्वारा निष्पादित किया गया यहाँ पर क्या छपेगा एक या दो j के लिए मैं अभी i के लिए नहीं पूछ रहा हूँ छात्र एक एक भले ही थ्रेड 2 इसे निष्पादित कर रहा है यहां आप जो देखेंगे वह एक है ऐसा क्यों क्योंकि जब मैं इस कोड को निष्पादित कर रहा हूं और मैं एक प्रोग्रामर के रूप में यह कार्य बना रहा हूंसहीमैं किस चर का उल्लेख कर रहा हूं मैं क्या संदर्भित करने की कोशिश कर रहा हूं मैं उन चरों को संदर्भित करने का प्रयास कर रहा हूं जो अभी यहां संदर्भ में हैं मैं उस थ्रेड के लिए चर का उल्लेख कैसे कर सकता हूं जहां यह शेड्यूल होने जा रहा है मुझे यह भी पता नहीं है कि यह किस थ्रेड पर शेड्यूल होने वाला है इसलिए ऐसा करने के लिए एक प्रोग्रामर के रूप में मेरी कोई चिंता नहीं है एक प्रोग्रामर के रूप में मेरा इरादा हमेशा उन चरों को एक्सेस करना है जो इस ' pragma omp task' से पहले एक्सेस किए जा रहे थे तो ओपनएमपी क्या करता है कि जब यह एक कार्य को कतार में रखता हैयह इसके साथ कुछ डेटा वातावरण को भी जोड़ता है डिफ़ॉल्ट रूप से यह क्या करता है यह इन सभी चर की एक नई प्रति बनाता है जो थ्रेड के संदर्भ में हैं तो इस बिंदु पर जब यह कार्य सामने आता है यह एक नया कार्य बनाता हैयह एक नया चर 'j' भी बनाता हैऔर एक नया चर start' और एक नया चर end' बनाता है यह इन चरों के लिए मेमोरी आवंटित करता है और इस कार्य के लिए जो भी मान था उससे कंटेंट को कॉपी करता है ठीक है इसीलिए इसमें आपको जो दिखाई देगा वह यह है कि 'j " start' और 'end' का मान वही होगा जो आपने इसे करने का इरादा किया है ठीक है 'Start ' i होगा 'अंत ' i STEP SIZE 1 होगा जो कि कार्य को पास किया जाएगा छात्र क्या हम यह कह सकते हैं कि यदि थ्रेड नंबर एक ने कार्य बनाया है और थ्रेड नंबर दो इसे निष्पादित करता है तो थ्रेड 2 ने j के लिए कुछ अन्य मेमोरी बनाई है इसलिए यहां अतिरिक्त मेमोरी बनाई जा रही है एक प्रति बनाई जा रही है यह एक ही चर नहीं है यह एक ही स्मृति स्थान नहीं है एक नई प्रति बनाई जा रही है तो यह डिफ़ॉल्ट व्यवहार है छात्र तो यह आवंटन और प्रतिलिपि समय में आ जाएगा कुछ ओवरहेड है लेकिन यह ठीक है ठीक है उतना ही ओवरहेड होता है जितना आप को फंक्शन शुरू करने में होता है छात्र थ्रेड नंबर 2 के लिए कुछ कैश नहीं होगा प्रारंभ में थ्रेड 2 को कैश लोड करना होगा थ्रेड नंबर 2 के लिए कुछ कैश नहीं होगा प्रारंभ में थ्रेड 2 को कैश लोड करना होगा तो ठीक है आप यहाँ पर कुछ गहराई में जा रहे हैं आप कह रहे हैं कि यह कोड थ्रेड 0 पर निष्पादित हो रहा थाजो कुछ कोर सही पर निष्पादित हो रहा था और डेटा अपने ही कैश या रजिस्टर में रहता था और अब आपने कार्य स्पान कर दियाजिसे कुछ अन्य कोर पर निष्पादित किया जा रहा है जिसके पास स्वयं कैश और रजिस्टर है और इसलिएजब यह कोड को क्रियान्वित करना शुरू करता है तो यह इन चर को कैश या रजिस्टर में नहीं ढूंढता है और इसलिए इसे लोड करना होगा हाँ यह सच है छात्रतो यदि आप ऐरेपास करते हैं लेकिन आप कभी ऐरे पास नहीं करते आप पॉइंटर्स पास करते हैं छात्रआप ऐरेचंकस पास करते हैं आप ऐरे के चंक्स भी नहीं पास करते हैं आप पॉइंटर्स पास करते हैं ऐरे शुरुआत में या ऐरे के किसी खास स्थान पर लेकिन हाँ कि कि एक उचित बिंदु है कि अगर आप पहले से ही हैआइए हम कहते हैं डेटा पर एक इटरेशन लिया और यह कैश में है सही है आइए हम कहते हैं कि संपूर्ण ऐरे कैश में हैऔर अब आप किसी अन्य कार्य के लिए प्रोसेसिंग को ऑफ लोड कर रहे हैंइस चर की नकल मुद्दा नहीं है क्योंकि अन्य थ्रेड को आप जो पास कर रहे हैं वह केवल एक प्वाइंटर है कि आप अरे में कहां से शुरू करना चाहते हैं वह पॉइंटर कॉपी सिर्फ 4 बाइट या 8 बाइट कॉपी है वह पॉइंटर दूसरे कोर से लोड होने वाला है यह एक मुद्दा नहीं है यह ठीक हैवह एक मिस सही है है एक कैश मिस लेकिन उसके बाद अब अगर उसे एरे को ट्रैवरस करना हैहाँ यह उस ऐरे के सभी एलिमेंट्स को लोड करने जा रहा है इसे सही करने के लिए यदि आपने पहले ही उस डेटा और एक कोर को लोड कर लिया है और फिर आपने एक कार्य बनाया है जो उस डेटा पर आधा काम करने वाला है और इसे कैश में लोड करना है हाँ आपको उन चीजों के बारे में सावधान रहना होगा ये छोटी छोटी बातें हैं मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि आपको इस डेटा को अंदर और बाहर कॉपी किया जाना चाहिएसही है छात्रइसलिए इस उदाहरण में जो हमने देखा यदि मैं omp get thread num को कॉल कर रहा था मुझे वास्तविक थ्रेड नंबर मिलेगा हां यहां मैंने कहा 'k omp get thread num' मुझे वह थ्रेड मिलेगा जो इस कार्य का निष्पादन कर रहा है हमने इसे यहाँ देखा अंदर से हमने यह भी छापा कि कौन सा कार्य गणना का योग है सही और हमने देखा कि एक अलग कार्य था जो वास्तव में योग की गणना कर रहा है ठीक है तो सारे चर जो ' pragma omp parallel' के बाद परिभाषित हैं जहां समानांतर क्षेत्र शुरू होता है सारे चर उसके बाद परिभाषित हैं यदि मैं उन्हें कार्य के अंदर एक्सेस करूंगा वास्तव में एक नया प्रति बनाई जाएगी उनके लिए सही यह वैरिएबल को पहले निजी के रूप में स्कोप करने के समान है 'firstprivate' इसलिए जैसे आपके पास साझा और निजी चर हैं सही उसी तरह आप चर को पहले निजी होने के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं जो कुछ कहता है वह यह है कि इस चर की एक प्रति बनाएं और इस बिंदु से ठीक पहले इसे मान दें तो आप वास्तव में पहले निजी का उपयोग ' pragma omp for' और अन्य स्थानों में भी कर सकते हैं जहां भी आप एक नया क्षेत्र शुरू कर रहे हैं आप पहले निजी को निर्दिष्ट कर सकते हैं जैसे आप साझा और निजी निर्दिष्ट करते हैं इसलिए कार्य में यह डिफॉल्ट व्यवहार है ' pragma omp parallel' के बाद जो चर परिभाषित होते हैं एक बार समानांतर क्षेत्र शुरू होने के बाद वे सारे डिफॉल्ट रूप में पहले निजी माने जाते हैं उन चर के बारे में क्या जो ' pragma omp parallel' के बाहर हैं छात्र वे वैश्विक हैं वे वैश्विक हैं यहां तक कि थ्रेडस उन्हें वैश्विक रूप में देख रहे थे तो कार्यों को उन्हें निजी के रूप में क्यों देखना चाहिए ठीक है कार्यों की एक निजी प्रतिलिपि क्यों होनी चाहिए मेरा मतलब है थ्रेडस भी एक ही प्रति वैश्विक प्रति देखना चाहते थे एक प्रोग्रामर के रूप में मैं संभवतः वैश्विक चर एक्सेस करना चाहता था जब मैं कार्य के अंदर उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था तो इसीलिए इन्हें साझा चर के रूप में माना जाता है तो यह यहाँ 'shared' कहने के बराबर है तो वापस चलते हैं हमने वास्तव में यह पहले ही कर दिया था स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किए बिना लेकिन यदि आप इस कोड को देखते हैं 'sum psum'इसलिए हमने 'sum' को एक्सेस किया है sum वास्तव में समानांतर क्षेत्र के बाहर घोषित एक वैश्विक चर था सही है इसलिए मैं वास्तव में हर बार sum की एक ही प्रति प्राप्त कर रहा था और ' k के बारे में क्या यह निजी है यह कार्य के अंदर है इसलिए मैं इसके लिए मेमोरी बनाऊंगा जो सिर्फ कार्य के जीवनकाल के साथ जुड़ा हुआ है और एक बार कार्य समाप्त हो जाने के बाद स्मृति समाप्त हो जाएगी तो यह सरल है इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है छात्र क्या आप दोहरा सकते हैं कि आपको पहले निजी से क्या मतलब है पहला निजी तो आपको निजी याद है ठीक है इसलिए मेरे पास एक चर 'int i' है और किसी समय मैंने कुछ थ्रेडस बनाने का फैसला किया है और मैंने कहा 'i omp get thread num ' मैं थ्रेड नंबर प्राप्त करना चाहता था लेकिन 'i बाहर घोषित किया गया है इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से 'private' कहना पड़ा यह याद रखिए सही यह वही है जो निजी करता है एक अलग मेमोरी स्थान पर यह i के लिए जगह बनाता है एकमात्र अंतर यह है पहला निजी बिल्कुल एक ही काम करता है बस यह कि इस समानांतर क्षेत्र के सामने आने से पहले जो कुछ भी मान था उसके साथ इस 'i' को शुरू करता हैवह सब कुछ है इसके अलावा कुछ नहीं यह सिर्फ उस मान को इनिशियलाइज़ करता है इसलिए अगर मैंने यहां 'int i 10' कहा है तो यह उस 10 को यहां कॉपी करेगा अगर मैं यहां ' i ' को प्रिंट करता हूं तो मुझे मान मिलेगा 10 सही बेशक अगर मैं इसे यहाँ प्रिंट करता हूँ तो मुझे थ्रेड नंबर मिलेगालेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो मुझे मान 10 मिलेगा यदि मैंने ' निजी ' कहा और मैंने यहाँ पर मान छाप दिया तो मुझे कुछ कचरा मिलेगा यह कुछ भी नहीं है लेकिन इनीशिएलाइजेशन के साथ निजी है यही सब कुछ है